गुड मॉर्निंग हम लेक्चर 8 शुरू करते हैं पहले हम एग्जांपलकरेंगे यह हमारी समझ को ताज़ा करने के लिए है यह संभवतः एक उदाहरण है जो आपके द्वारा असाइनमेंट शीट में किया गया है लेकिन मुझे लगा कि हमारे लिए इस पर चर्चा करना विशेष रूप से दिलचस्प होगा क्योंकि हमने सैंपलिंगऔर रिकंस्ट्रक्शन पर चर्चा करने में काफी समय बिताया है और इस उदाहरण से हम क्या लेने जा रहे हैं यह हमारी समझ है कि जब हम सैंपलिंग रेट बदलते हैं कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें बहुत सावधान रहना होगा और मुझे उम्मीद है कि आज का उदाहरण हमारी मदद करेगा अब यह एक ब्लॉक डायग्राम है जिसके साथ आप परिचित हैं यह तब होता है जब हम कंटीन्यूअस सिग्नल का डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जो इस फिगर में है जो हमें कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम के लिए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम प्राप्त करने में सक्षम बनाता हैजो आपके पास निम्नलिखित है आपके पास Ts है ठीकवही सैंपललिंग पीरियड जो आपने इनपुट पर उपयोग की है जो आउटपुट पर उत्पन्न होती है क्योंकि यदि आपके पास अलग अलग सैंपलिंग पीरियड है तो आप लिनियेरिटी की प्रॉपर्टी को खो देंगे इसलिए हम जानबूझकर इसका उल्लंघन करने जा रहे हैं और देखें कि इसका क्या प्रभाव है और यह इस पहले लेक्चर उदाहरण का उद्देश्य है बहुत जल्दी मैं एक सैंपलिंग पीरियड T1 और एक सैंपलिंग पीरियड T2 का उपयोग करने जा रहा हूं फिर से वे समान हो सकते हैं वे समान नहीं हो सकते हैं और हम निम्नलिखित मान लेंगे कि C टू D कनवर्टर में एक आइडियल एंटी अलियासिंग फिल्टर है इसलिए इसका मतलब है कि यह अलियासिंग की अनुमति नहीं देगा बशर्ते कि मैं न्यक्विस्ट क्राइटेरिया को संतुष्ट कर दूं और यह D टू C ब्लॉक में ब्लॉक करता है मेरे पास एक आइडियल रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर है वे धारणाएं हम बनाएंगे और हम देखेंगे कि वे क्यों महत्वपूर्ण थे और यह किस प्रकार की अंतर्दृष्टि देता है इसलिए मैं फ़िल्टरिंग प्रैक्टिकल फ़िल्टरिंग के किसी भी प्रभाव को नहीं लाना चाहता मान लें कि आइडियल रिकंस्ट्रक्शन फ़िल्टर दोनों सिरों में हमारे पास आइडियल फ़िल्टर हैं जो मौजूद हैं अर्थात वे ब्रिक वॉल फ़िल्टर है ठीक हैं तो यहाँ समस्या बयान है मेरे पास एक सिग्नल है जो बैंड लिमिटेड हैयह Hz बैंड तक लिमिटेड है10000 π रेडियंस पर सेकंड तो यह है −2π यह एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम एक लो पास फिल्टरहै कट ऑफ 2 से 2 के साथ ठीक है और मूल रूप से यह c Xc jΩ ¿रिस्पांस है यह यह डिस्क्रीट टाइम फिल्टर के मेग्नीट्यूड का रिस्पॉन्स है है इसलिए इस तस्वीर को ध्यान में रखें मुझे अगली स्क्रीन पर शिफ्ट होना है और उदाहरण जारी रखना है तो कार्य है स्केच करना स्केच Y r jΩ¿ अलग अलग केस के लिए जिनके साथ हमें काम करना होगा पहला वाला शायद बहुत सीधा है जहाँ हम कहते हैं कि T1 T2 110000ठीक है मेरे पास 5000 हर्ट्ज तक हैं मैं 10 किलोहर्ट्ज़ पर 10 किलोहर्ट्ज़ सैंपलिंग रिकंस्ट्रक्शन कर रहा हूं इसलिए यहां एक आइडियल एंटी एलियासिंग फिल्टर है तो कोई भी एलियासिंग और रीकंस्ट्रक्शन फ़िल्टर मेरे लिए सही काम नहीं करता है तो बस आउटपुट स्पेक्ट्रम का स्केच बनाएं मुझे आउटपुट स्पेक्ट्रम बनाने दें और बस यह सुनिश्चित करें कि आप इसके साथ सहज हैं यदि कोई संदेह है तो हम इसका जवाब देंगे अन्यथा हम वहां से आगे बढ़ेंगे इसलिए आउटपुट स्पेक्ट्रम क्योंकि यह एक लो पास फिल्टर से गुजरता है में निम्न आकृति होगी यह मूल रूप से इसके स्पेक्ट्रम के कुछ हिस्से को लो पास फिल्टर ठीक से हटा दिया होगा ठीक है और कटऑफ फ्रीक्वेंसी यह होगा कि यह डिस्क्रीट टाइम डोमेन में 2 होगा अतः 2 डिस्क्रीट टाइम डोमेन में और कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी इस T2 से विभाजित होगी और यह 2π होगी इसलिए स्पेक्ट्रम का कुछ हिस्सा हटा दिया गया कंटीन्यूअस टाइम में यह 2 π है यह Ω एक्सिस है यह Yr jΩ ठीक है और स्पेक्ट्रम की कोई भी स्केलिंग है जब मैं सैंपलिंग करता था तो मुझे 1 T1 मिल जाता था जब मुझे रिकंस्ट्रक्शन मिला तो मुझे T2 मिलाT1T2 इसलिए यह 1 के बराबर है ठीक है स्पेक्ट्रम की कोई स्केलिंग नहीं है ठीक है पहला दिलचस्प मामला अब आता है जब मेरे पास T1120000 और T2110000 है यह एक मल्टीरेट सिस्टम है मूल रूप से मैंने जानबूझकर एक सैंपलिंग रेट परिवर्तन पेश किया है बस एक महसूस करना चाहते हैं की कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के संदर्भ में क्या हो रहा है फिर यह केवल अंतर्दृष्टि का पता लगाने और विकसित करने के लिए एक उदाहरण है ठीक है तो पहला स्टेप है डिस्क्रीट टाइम स्पेक्ट्रम क्या है डिस्क्रीट टाइम स्पेक्ट्रम कहता है कि मेरे पास 5000 हर्ट्ज तक सिग्नल हैं मैंने इसे 20000 हर्ट्ज पर सैंपल किया है असल में स्पेक्ट्रेल कंटेंट 5000 से 5000 तक है मैंने इसे 20000 किलोहर्ट्ज़ पर सैंपल किया है तो 20000 किलोहर्ट्ज़ लगभग 2 π है इसलिए अगर मैं 5000 को देखता हूं जो 24 हो जाता है तो मूल रूप से यह 2 में मैप होगा इसलिए यह 2 से मेल खाता है यह π 32 और 2 π है और यह स्पेक्ट्रम की अगली कॉपी है तो यह X के डिस्क्रीट टाइम स्पेक्ट्रम है ठीक है अब यह लो पास फिल्टर के साथ एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के माध्यम से चला गया जो कि एक लो पास फिल्टर था जो 2से 2 जा रहा था ध्यान दें कि यह स्पेक्ट्रम के लिए कुछ भी नहीं किया मूल रूप से स्पेक्ट्रम के माध्यम से चला गया और फिर यह कंस्ट्रक्शन फिल्टर को पास कर दिया रिकंस्ट्रक्शन फ़िल्टर पहले की तरह ही रिकंस्ट्रक्शन प्रक्रिया करता है स्पेक्ट्रम को हटाता है इसलिए इस समय पूरे सिग्नल के आसपास आउटपुट पर दिखाई दिया है तो डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी 2 है और मुझे इसे कंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी में बदलना है इसलिए 1T2 में इसलिए जब मैं ऐसा करता हूं तो यह 2πT2110000 हो जाता है इसलिए यह 2π हो जाता है ठीक है अब क्या हुआ मैंने एक सिग्नल दिया जो 5000 हर्ट्ज तक था यह डिजीटल सैंपल मिला यह एक लो पास फिल्टर के माध्यम से चला गया और फिर बाहर आया और मैंने इसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पहले जैसा था सिवाय इसके कि मेरे फ्रीक्वेंसी एक्सेस के स्केलिंग या व्रैप्पिंग किया गया है ठीक है अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है अगर हमारे पास दोनों एंडस पर समान सैंपलिंग रेट नहीं है तो स्पेक्ट्रम के किसी प्रकार का व्रैप्पिंग होगा या तो आपके पास एक स्ट्रेचिंग हो सकता है या आपके पास एक कंप्रेशन हो सकता है और इस मामले में यह बदल जाता है ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसीका कंप्रेशन हो गया है और यह आमतौर पर होता है यदि आप एक रेट पर सैंपल लेते हैं और किसी अन्य रेट पर प्लेबैक करते हैं तो स्पेक्ट्रम का कुछ व्रैप्पिंग होगा अब कोई स्केलिंग है क्या तो सेंपलिंग पॉइंट पर 1T1 स्केलिंग है और फिर T2T1और T2 T1 है तो यह 2 के एक फैक्टर के बराबर होगा इसलिए मुझे 2 का एक स्केल फैक्टर मिला और फिर एक स्पेक्ट्रम लेकिन स्पेक्ट्रम एक्सेस पर वह नहीं है जो मैंने इनपुट पर भेजी थी लेकिन यह उस व्रैप्पिंग का परिणाम है जो हुआ है ठीक है इसका एक और प्रकार और हम इसे समाप्त करेंगे भाग सी यह एक इनपुट सेंपलिंग रेट न्युकिस्ट 10000 है आउटपुट सैंपलिंग पीरियड 120000 है इसलिए रिवर्स परिदृश्य और निश्चित रूप से अगर मैं इसे न्युकिस्ट दर पर सैंपलिंगकरता हूं तो लो पास फ़िल्टर स्पेक्ट्रम के कुछ हिस्से को हटा देगा इसलिए आउटपुट स्पेक्ट्रम इस प्रकार है यह आकार ठीक होने वाला है और डिस्क्रीट टाइम में यह कटऑफ 2 थाकंटीन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी Ω2 थी तो यह 2π होगा ठीक है तो इस स्पेक्ट्रम के लिए मुझे एक डेस लाइन करने की आवश्यकता नहीं है मैं सिर्फ एक सॉलिड लाइनका उपयोग करूंगा 2π यह −2 ठीक है इस उदाहरण से फिर से एक और दिलचस्प परिणाम यह है कि फ़िल्टरिंग हुआ है लो पास फिल्टर ने वास्तव में स्पेक्ट्रम के कुछ हिस्से को हटा दिया मैं इसे पुनर्निर्माण के लिए पास करता हूं लेकिन क्योंकि मेरा पुनर्निर्माण एक अलग सैंपलिंग रेट मानता है मेरी फ्रीक्वेंसी एक्सेस अब वास्तव में विकृत है और व्याख्या यह कहकर निकलती है कि आपके पास 5000Hz से 5000Hz तक सभी तरह की फ्रीक्वेंसी हैं जो सही नहीं है क्योंकि यह व्याख्या सही है हालाँकि यह इरादा नहीं था क्योंकि जब मैंने सिग्नल पास किया तो मैं स्पेक्ट्रम के कुछ हिस्से को हटाना चाहता था तो फिर से ध्यान रखें कि सैंपलिंग रेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह कुछ ऐसा है जो हमेशा इस तरह से 12 के पैमाने का फैक्टर होगा और यह ¿Y r jΩ∨¿ होगा ठीक है और यह कुछ बहुत दिलचस्प चीज है और जब भी आवश्यकता होती है तब और ये वास्तव में हमारे लाभ में ली जा सकती हैं और इसलिए सैंपलिंग पीरियड की फ्लैक्सिबिलिटी कुछ ऐसी है जिसे हम हमेशा ध्यान में रखना चाहते हैं इसलिए अब मैं कल के लेक्चर की समीक्षा पर एक मिनट बिताता हूँ तो कल के लेक्चर का प्राथमिक योगदान अपसैंपलर या सैंपलिंग रेट विस्तारक था और यह धारणा कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें एक ऊपर तीर ऊपर की ओर इशारा करने वाला तीर और एक पूर्णांक L मूल रूप से जिसका अर्थ है कि मैं एक पूर्णांक सैंपलिंग फैक्टर द्वारा वृद्धि कर रहा हूं L और यदि यह x n है तो यह XE n एक्सपेंडेड वर्जन है हमने टाइम डोमेन संबंध को लिखा है XEnxnL nL के गुणांक 0 अन्यथा ठीक है तो यह टाइम डोमेन संबंध है और हमने यह भी निकाला कि XEX हमने कहा कि यह मूल रूप से स्पेक्ट्रम की L − 1 प्रतियां पेश करता है फ्रीक्वेंसी एक्सेस की स्केलिंग भी है क्योंकि X इस एक के लिए पीरियड 2π है और X के लिए 2πL है इसलिए मूल रूप से 0 से 2π की सीमा में आपके पास स्पेक्ट्रम की L प्रतियां होंगी एक मूल कॉपी और L 1 अतिरिक्त प्रतियां ठीक है तो यह सामान्य मामला है कि नई पीरिऑडीसिटी और इससे हम प्राप्त कर सकते हैं अब इस बारे में दिलचस्प टिप्पणियां दुगनी हैं पहला यह है कि क्या सिस्टम लीनियरिटी और टाइम इनवेरियनस को संतुष्ट करता है तो सवाल यह है कि मेरे पास L के एक फैक्टर द्वारा अपस्मैपलर ब्लॉक अपसम्पलिंग है और यह x n है यह XEn है अब सवाल यह है कि क्या यह लीनियरिटी को संतुष्ट करता है यदि मैं इनपुट को स्केलकरता हूं तो आउटपुट बढ़ जाएगा इसलिए इस बारे में कोई समस्या नहीं है यदि मैं 2 सिग्नल जोड़ता हूं तो आउटपुट उन 2 सिग्नलों का योग होगा जिसमें उपयुक्त शून्य डाले गए हैं तो हमारे लिए ठीक सत्यापित करने के लिए लिनियेरिटी बहुत आसान है अब टाइम इनवेरियंस प्रॉपर्टी शायद देखना आसान है लेकिन इसे और अधिक व्यवस्थित तरीके से दिखाने के लिए सावधान रहने की जरूरत है इसलिए अगर मेरे पास सीक्वेंस 3 1 2 होने के साथ मेरा ओरिजिन है और मैं इसे 3 के फैक्टर द्वारा अपसैंपलर के माध्यम से पारित करता हूं यदि मैं इसे एक अपसैंपलर के माध्यम से पारित करता हूं तो नया सीक्वेंस 3 0 01 0 02 बन जाता है मेरा ओरिजिन वही रहता है ये नहीं बदलता लेकिन मैंने शून्य डाला है इसलिए यह XEnहै क्या मैं सही हूं मैंने प्रत्येक सेट के बीच 2 शून्य जोड़े हैं जो मेरे पास इनपुट पर हैं अब अगर मैं अपने इनपुट में एक यूनिट की देरी करना चाहता हूं तो मैं इसे लागू करता हूं जो दूसरी तरफ मुझे मिलता है वह क्रम 3 0 01 0 02 होगा इस के साथ मेरा ओरिजिन सही होगा यदि मैंने अपना इनपुट समय की एक यूनिट द्वारा शिफ्ट कर दिया ठीक है अब स्पष्ट रूप से यह समय की एक यूनिट द्वारा आउटपुट को शिफ्ट करने के समान नहीं है क्योंकि अगर मैं समय की एक यूनिट द्वारा आउटपुट को शिफ्ट करता हूं तो यह उस दिशा की ओर इशारा करता है इसलिए इनपुट को शिफ्ट करने से आउटपुट साइड पर समान शिफ्ट नहीं होता है फिर से यह कुछ ऐसा है जो शायद स्पष्ट है कि आप कर सकते हैं लेकिन सावधान रहें मेरा मतलब यह है कि केवल यह दिखाने में सक्षम होना आसान है कि हाँ लीनियारिटी होल्ड करती है शिफ्ट इनवेरियनस नहीं है और ये सभी हैं इसलिए मूल रूप से यह एक टाइम बैरिंग सिस्टम है इसलिए टाइम वैरीअंटसिस्टम संभवतया आपके लिए पहला प्रवेश बिंदु है टाइम वेरिएंट सिस्टम को देखना शुरू करना क्योंकि अब तक कम या ज्यादा संपूर्ण DSP टाइम इनवेरियंस पर आधारित था और निश्चित रूप से हमने उस हिस्से का बहुत उपयोग किया LTI हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन यह तथ्य कि अब टाइम वैरियंस स्थान में आ चुका है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो दूसरा पहलू जिसे मैं अपसैंपलर के संदर्भ में उजागर करना चाहता हूं वह निम्नलिखित है तो मेरे पास L के एक फैक्टर द्वारा अपसैंपलर है और कल हमने निम्नलिखित के बारे में भी बात की है कि अगर हम डिस्क्रीट टाइम फिल्टर डालें जो एक आइडियल लो पास फिल्टर है cL के साथ आइडियल लो पास फिल्टर फिर मुझे जो मिलता है वह एक सिस्टम है जहां स्पेक्ट्रा यह L तक सीमित है और फिर मुझे स्पेक्ट्रम की पुनरावृत्ति 2 पर होती है ठीक है तो मूल रूप से इनपुट मानने वाले स्पेक्ट्रम की प्रतियां अगर L के एक फैक्टर द्वारा अपसैंपलिंग के बाद इनपुट इस प्रकार π से π की थीउसके बाद फिल्टर से गुजारा गया ठीक है तो इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि अगर हम इसे XEn के रूप में कहते हैं तो मूल रूप से आपने एक जीरो वैल्यूड सैंपल डाले हैं मैं इसे xI n के रूप में कॉल करना चाहूंगा I इंटरपोलेटेड दर्शाता है क्योंकि अधिक शून्य मूल्यवान सैंपल नहीं हैं ये सभी सैंपल गैर शून्य इंटरपोलेटेड सिग्नल है ठीक हैं तो अगर x n आपका इनपुट सिग्नल एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल XC से मेल खाता है जो Ts पर सैंपल किया गया है तो x n TSL से सैंपल्ड किए गए XC से मेल खाता है मूल रूप से आप इसे तेज़ दर पर सेंपलिंग कर रहे हैं लेकिन यह केवल लो पास फ़िल्टर के साथ है जो ठीक है तो इन दोनों के कॉन्बिनेशन को एक नाम मिला है इसे हम डिजिटल इंटरपोलर कहते हैं ध्यान दें कि मैं कंटीन्यूअस टाइम डोमेनपर नहीं गया था लेकिन मैं अभी भी कुछ के बारे में बात करता हूं जिसे इंटरपोलेशन कहा जाता है और सैंपलिंग रेट को बदला जा रहा है और अन्य चीजें इंटरनल स्ट्रक्चर कहां है इंटरनल स्ट्रक्चर मूल रूप से उस बॉक्स में निहित है जो दाहिने हाथ की तरफ है जो कहता है कि अगर मैं अपने इनपुट सिग्नल को कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल बैंड लिमिटेड के रूप में देखता हूं जो कि Ts पर सैंपल लिया गया था ततो इसका आउटपुट अपसेंपलिंग ब्लॉक के इस कंबीनेशन का आउटपुट है और लो पास फ़िल्टरिंग कंटीन्यूअस टाइम सिगनल के समान दिखता है जो TSL सैंपल किया गया है तो फिर से मैं आपको जो करना चाहता हूं वह एक उदाहरण के रूप में है बस निम्नलिखित का प्रयास करें सुनिश्चित करें कि आप सभी एक्सेस स्पेक्ट्रा के बिंदुओं को सही ढंग से प्राप्त कर रहे हैं इसलिए मेरे पास एक इनपुट सिग्नल x n है जिसमें निम्नलिखित स्पेक्ट्रम हैं π से ठीक है तो इसका मतलब है कि आपको होना चाहिए कि आपको वास्तव में पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को ड्रा करना है और यह भी ठीक है तो यह बिंदु 2π होगा यह बिंदु 2 होगा तब मेरे पास 3 और इसी तरह होगा तो मूल रूप से अगर मैं x n लेता हूं तो इसे एक अपसैंपलर के माध्यम से 4 के फैक्टर से गुजारें और फिर लो पास फिल्टर के माध्यम से पास करें कटऑफ 4के साथ 4 to 4 ठीक है आइडियल लो पास फिल्टर कटऑफ यह आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जो xn है और स्पेक्ट्रम 4तक ही सीमित होना चाहिए ठीक है तो मूल रूप से जो कुछ भी इनपुट स्पेक्ट्रम था वह 4 के फैक्टर द्वारा कंप्रेस्ड हो गया या दूसरे शब्दों में सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी के संबंध में संकुचित हो गया यह 232 π है और यहाँ पर स्पेक्ट्रम की ठीक प्रतिलिपि आती है तो दूसरे शब्दों में आपने प्रभावी रूप से एक परिदृश्य बनाया है जहां यह एक सैंपलिंग रेट की तरह दिखता है अगर आपने ओरिजिनल सिग्नल को 4 गुना सैंपलिंग रेट से सैंपल किया होगा4 गुना न्यूक्विस्ट रेट से जो कि आपके लिए निम्न स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेगा ठीक है कृपया सुनिश्चित करें कि आप इस रिप्रेजेंटेशन के साथ सहज हैं यदि मैं कंटीन्यूअस टाइम पर चला गया तो मुझे गेनके बारे में चिंता करनी होगी लेकिन अगर मेरा लो पास फ़िल्टर यह था कि अगर यह 1 का गेन होता है तो इसका मतलब है कि यह कुछ भी नहीं बदलता है इसलिए मूल रूप से मैंने सैंपल डाले जिसका मतलब है कि मैंने स्पेक्ट्रम को दोहराया तो मैं इसे एक लो पासफिल्टर से गुजरता हूं इसलिए हमें स्पेक्ट्रम के रूप में जो हम ड्रा करते हैं उसकी ऊंचाई के बारे में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है यदि आपने यह 4 बनाया है जो आपको 1 के बराबर मूल्य के साथ एक sinc फ़ंक्शन देगा टाइम डोमेन में यदि आप चाहते हैं कि sinc फ़ंक्शन का मान 1 है तो यह 4 का एक फैक्टर होगा आप 4 के एक फैक्टर द्वारा स्केलिंग करेंगे लेकिन यदि केवल इस बारे में सावधान रहें कि फ़िल्टर कैसे निर्दिष्ट किया गया है फिर यह एक स्केल फैक्टर की बात है लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे लाए चाहे आप इसे फ्रिकवेंसी डोमेन में 1 पर नॉर्मलाइज्ड करना चाहते हैं या आप इसे टाइम डोमेन में 1 पर नॉर्मलाइज्ड करना चाहते हैं यह उस पर निर्भर करता है जो कि आउटपुट सिग्नल के पुनर्निर्माण में परिलक्षित होगा लेकिन बस आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप लो पास फ़िल्टर की हाइट को सत्यापित करते हैं स्केल फैक्टर उस इंपल्स रिस्पांस में परिलक्षित होगा जो आप sinc फ़ंक्शन में देखेंगे और इस मामले में 4 का फैक्टर वास्तव में आपको एक sinc फ़ंक्शन देगा जिसका मान 1 के बराबर है